सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम आणविक यांत्रिकी और बल क्षेत्र की अवधारणा पर अधिक बात करेंगे पिछली कक्षा में मैंने आपको इन अवधारणाओं को पेश किया था संरचनाओं की गणना के लिए 2 अलग अलग प्रमुख कम्प्यूटेशनल विधियां हैं 3 आयामी संरचनाएं और साथ ही कुछ गुण एक को quantum mechanics approach कहा जाता है तो क्वांटम यांत्रिकी में अणुओं में nucleus and electrons को अलग अलग गठित किया जाता है इसका मतलब है कि आप electrons को अलग अलग और नाभिकों को अलग अलग देखते हैं यहाँ 2 दृष्टिकोण हैं एक को ab initio विधि कहा जाता है यहाँ दूसरे को अर्ध अनुभवजन्य विधि कहा जाता है ab initio विधि बहुत बहुत कठोर है इसके लिए बहुत सारी गणनाओं की आवश्यकता होती है कोई संग्रहीत पैरामीटर नहीं हैं इसमें लंबा समय लगता है इसका उपयोग केवल छोटे अणुओं 10 परमाणुओं के लिए किया जा सकता है अन्य semi empirical method है यह तेजी से होता है इसलिए बहुत अधिक parameterization किया गया है इसलिए यह कुछ प्रतिगमन संबंधों का उपयोग करके कुछ विशेषताओं की गणना करता है यह कम सटीक है इसका उपयोग बड़े अणुओं के लिए भी किया जा सकता है इसका मतलब है कि 100s परमाणु इन क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया जा सकता है यदि आप आणविक कक्षीय ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं यदि आप आंशिक शुल्क की गणना करना चाहते हैं यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता dipole moments की गणना करना चाहते हैं कि बंधन तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है बांड बनाने के लिए और वास्तव में दूसरी विधि को आणविक यांत्रिकी विधि कहा जाता है यहाँ यह क्वांटम यांत्रिकी का सरल संस्करण है यहां आप nucleus and electrons के बीच अंतर नहीं करते हैं तो यह कणों की तरह परमाणु के रूप में एक साथ गांठदार है यह गेंदों की तरह है फिर इन गेंदों को स्प्रिंग्स द्वारा जोड़ा जाता है वे सभी स्प्रिंग्स द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए आप ऊर्जा की गणना के लिए Hooke's law जैसी classical potentials का उपयोग करते हैं इसलिए हम संरचना गतिशीलता कुल ऊर्जा एन्ट्रापी मुक्त ऊर्जा और प्रसार की गणना कर सकते हैं तो हम अणुओं में परमाणुओं के ऊपर जा सकते हैं इसलिए यदि आप एक प्रोटीन के लिए विभिन्न लिगंड का डॉकिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा इन आणविक यांत्रिकी विधि का उपयोग करते हैं तो यह व्यापक रूप से डॉकिंग गणना के लिए उपयोग किया जाता है यह आणविक गतिशील अध्ययन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसलिए अधिकांश कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन आणविक यांत्रिकी का उपयोग करते हैं और semi empirical method का थोड़ा सा भी partial charges electrostatic potential गणना के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए हम शुरू में आणविक यांत्रिकी में और अधिक जाएंगे इसलिए ऊर्जा 4 अलग अलग घटकों से बनी होती है ऊर्जा खींचती है ऊर्जा खींचती है फिर झुकने वाली ऊर्जा मरोड़ ऊर्जा गैर बंधुआ ऊर्जा Energy Stretching Energy Bending Energy Torsion Energy Non Bonded Interaction Energy इसलिए यदि आप विशेष अणु को देखते हैं तो यह मानते हैं कि इसमें 4 परमाणु जुड़े हुए हैं या 3 बंधन गठन में 4 गेंदें जुड़ी हुई हैं इसलिए इसे बांड स्ट्रेचिंग कहा जाता है 2 परमाणुओं को फैलाया जाता है या इसके विपरीत संभवत धक्का दिया जाता है या compressed होता है जिसे bond stretching कहा जाता है तब हमारे पास angle bending होता है मान लें कि आपके पास 3 परमाणु हैं तो 2 angle bending सकते हैं अंदर या बाहर की ओर तीसरा torsion energy है यह third dimension में एक मोड़ की तरह है जो torsion energy है 4th को non bonded interactions कहा जाता है इसका मतलब है कि इन 2 परमाणुओं को देखें वे जुड़े नहीं हैं लेकिन electrostatic forces van der Waals forces or even hydrogen bond formation के कारण इन 2 के बीच कुछ interactions हो सकती है यदि परमाणु अनुकूल होते हैं इसलिए उन्हें non bonded interaction कहा जाता है तो आपके पास उनमें से हर एक के लिए ऊर्जा की शर्तें हैं आप जोड़ते हैं और फिर आपको इस विशेष अणु की कुल ऊर्जा मिलती है अब हम उनमें से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से देखते हैं स्ट्रेचिंग एनर्जी k r r0 पूरे वर्ग का योग इसलिए r इन 2 परमाणुओं के बीच की दूरी है r0 संतुलन हो सकता है r r0 वह दूरी है जिसे आपने बढ़ाया है या इसे कितना लम्बा या संकुचित किया गया है Hooke's law जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा x वर्ग है यही कारण है कि आपके पास एक वर्ग शब्द है इसलिए केबी एक स्थिर है आप योग कर रहे हैं क्योंकि कई बंधन हो सकते हैं E ∑ kb 2 bonds वहाँ कई stretching हो सकता है ताकि सभी इस ऊर्जा में जुड़ जाएं इसलिए हमारे पास kb पैरामीटर हैं हमारे पास r0 है हमें उन्हें जानने की जरूरत है तो परमाणु के प्रकार पर निर्भर करता है यह एक और यह एक r0 बदल जाएगा kb बदल जाएगा यह कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन और इतने पर और कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड sp3 डबल बॉन्ड sp2 ट्रिपल बॉन्ड sp या एरोमैटिक और इतने पर हो सकता है तो आपके पास kb के साथ साथ विभिन्न प्रणालियों के लिए r0 के लिए वह डेटा होना चाहिए जो संग्रहीत है उन्हें पैरामीटर कहा जाता है इसलिए हमें बहुत सारे मापदंडों की आवश्यकता है इसलिए सॉफ्टवेयर के प्रकार के आधार पर मापदंडों की संख्या भिन्न हो सकती है और आपके पास कुछ सॉफ़्टवेयर में बड़ी संख्या में पैरामीटर हो सकते हैं और कुछ सॉफ़्टवेयर में कम संख्या हो सकती है इसलिए सॉफ्टवेयर के बीच आपको हमेशा ऊर्जा गणना में अंतर मिलेगा इसलिए यदि आप ग्राफ को देखते हैं क्योंकि यह r r0 वर्ग है तो यह एक parabola की तरह दिखाई देगा इसलिए आप खिंचाव करते हैं ऊर्जा बढ़ेगी आप उन्हें एक साथ खींचते हैं या उन्हें एक साथ धक्का देते हैं ऊर्जा बढ़ेगी तो यह optimum है optimum distance अगर आप उन्हें अंदर की ओर धकेलेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी अगर आप उन्हें बाहर निकालेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी निश्चित रूप से आप निश्चित दूरी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बंधन टूट सकता है बंधन को विघटन के बिंदु की ओर बढ़ाया जाता है इसलिए यह optimum है और आदर्श रूप से आप उस तरह का optimum value रखना चाहेंगे अब हम फिर से बॉन्ड स्ट्रेच पर जाते हैं आम तौर पर हम एक द्विघात शब्द का उपयोग करते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था लेकिन बहुत elongated bonds के लिए ऊर्जा बहुत बड़ी हो सकती है उदाहरण के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊर्जा एक parabola की तरह ऊपर जाती है इसलिए ऊर्जा संख्याएँ r r0 में एक छोटा परिवर्तन होने पर भी ऊपर जाती हैं इसलिए quadratic term की समस्या है विशेष रूप से elongated balls के लिए Morse potential है जो अधिक सटीक है उस के लिए शब्द इस तरह है ई E stretching summation of D 1 - exponent - beta r - r0 whole square इसलिए अब इसे 3 अलग अलग पैरामीटर या constants मिल गए हैं लेकिन यह इस से अधिक सटीक है खासकर elongated bonds के लिए क्योंकि energy values बहुत अधिक लगेंगे क्योंकि यह एक द्विघात शब्द है इतने सारे सॉफ्टवेयर इस का उपयोग करने के बजाय इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं क्यूबिक का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह आपको एक गलत asymptomatic form प्रदान करता है लेकिन कभी कभी quartic का भी उपयोग किया जाता है जो कि r r0 या 4 है इसलिए आपके पास r - r0 square r - r0 cube r - r0 power 4है इसलिए कई स्थिरांक यहाँ आ रहे हैं इसलिए यदि आप यहाँ एक quadratic देखते हैं तो आपके पास केवल 2 स्थिरांक होंगे यदि आप एक quartic पर जाते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 स्थिरांक होने वाले हैं यह भी बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है Morse potential यदि आप जाते हैं तो यह भी काफी सटीक है कि आपके पास 3 स्थिरांक हैं इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि non bonded contribution के कारण r0 संतुलन के समान नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण आकर्षण हो सकते हैं जब आप कई कई परमाणुओं के साथ एक अणु पर विचार करते हैं जब हमारे पास सिर्फ CC प्रकार का bond या CO प्रकार का bond होता है तो r0 के समान r0नहीं होगा लेकिन एक बार जब आप कई अन्य परमाणु जोड़ते हैं तो r0 अन्य परिवर्तनों के कारण बदल जाता है जो कि हो रहा है इसलिए यदि आप देखते हैं यह quadratic है यह 4 quadratic है और यह Morse है और यह वास्तविक सटीक है Estr Σ ki r - r02 Estr Σ De 1 exp βr - r02 Estr Σ ki r - r02 k'i r - r03 k"i r - r04 तो जैसा कि आप देख सकते हैं कई बार मोर्स क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक की तुलना में बहुत बेहतर बैठता है अब हम bending energy पर चलते हैं Bending energy आपके पास 3 परमाणु हैं और 2 बॉन्ड हैं इसलिए कोण कम हो सकता है या इसे बढ़ाया या compress किया जा सकता है फिर आप इस तरह के quadratic form के लिए जाते हैं जैसे कि E summation of K theta theta - theta knot square तो आपके पास 2 पैरामीटर हैं theta knot and k theta और फिर से आप एक योग करते हैं क्योंकि कई bonds हो सकते हैं जहां एक bending हो सकता है E ∑ kθ θ θo2 Angles अब फिर से आप एक parabolic type का संबंध बनाने जा रहे हैं इसलिए यदि आप फिर से bond का विस्तार करते हैं तो यह ऊर्जा में बढ़ सकता है यदि आप इसे फिर से तीव्र बनाते हैं तो ऊर्जा बाहर जा सकती है इसलिए यह दोनों समय ऊर्जा एक परवलयिक रूप में ऊपर जा रहा है यह सबसे optimum है आप k को बदल भी सकते हैं इसलिए हो सकता है कि आप इस तरह या इस तरह से quadratic शब्द देख रहे हों इसलिए आपके पास विभिन्न प्रकार के quadratic हो सकते हैं k का मान जितना बड़ा होगा उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि वह कोण के रूप में deform हो यह equilibrium है क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है जबकि इस प्रकार की उथली दिखने वाली चीज़ों से आपको ख़राब होने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है यह theta Knot है Angle bend term फिर से आप एक हो सकते हैं यह quadratic रूप है आप यहां तक कि quartic form के लिए जा सकते हैं साइक्लोप्रोपेन जैसे जैसा कि आप जानते हैं कि साइक्लोप्रोपेन इस अधिकार की तरह है यह चक्रीय है जो आपके पास यहां CH2 CH2 CH2 है यह एक बहुत ही strained system है इसलिए आपको इसके लिए जाना पड़ सकता है special atom types का उपयोग बहुत strained atoms के लिए किया जा सकता है E ∑ ki θ θo2 E ∑ ki θ θo2 ∑ k'i θ θo3 ∑ k"i θ θo4 फिर हम torsion पर जाते हैं torsion ऊर्जा के लिए अभिव्यक्ति थोड़ा अलग दिखता है इसलिए आपके पास torsion है जैसा कि हम कह सकते हैं कि यह third dimension है इसलिए हमारे पास A 1 cos n tau phi जैसे शब्द हैं इसलिए हमारे पास निरंतरता है ये पैरामीटर हैं इसलिए हम इसे कॉल करेंगे ये वे पैरामीटर हैं जिन्हें आपके डेटाबेस में संग्रहीत करने की आवश्यकता है तो torsion energy उदाहरण के लिए यदि आप सिस्टम की तरह एक ब्यूटेन लेते हैं E ∑ A 1 cos nτ ϕ torsions यह cis butane की तरह है इसलिए ऊर्जा बहुत अधिक होने वाली है अगर यह एक trans butane energy कम होने वाली है जैसा कि हमने अध्ययन किया होगा इन 4 के विभिन्न विन्यासों के बीच में हमारी अलग अलग ऊर्जाएँ हो सकती हैं इसलिए जब tau बढ़ता है तो आप इस cyclic को देखते हैं लेकिन एक cis के लिए ऊर्जा की संख्या बहुत अधिक होती है ट्रांस कॉन्फिगरिंग के लिए एनर्जी वैल्यू बहुत कम है आपके पास समीकरण के विभिन्न प्रकार या रूप हो सकते हैं इसलिए हमारे पास एक एकल कोसाइन हो सकती है जिसमें उपयुक्त अवरोध बहुलता है जो कि Vi और n है या हम इन प्रकार के संबंध के लिए भी जा सकते हैं थीटा नॉट कॉस 2 थीटा थीटा नॉट कॉस 3 थीटा थीटा डॉट तो यदि आप द्विध्रुवीय प्रकार है जो आप 1 गुना 2 गुना संयुग्मन 3 गुना स्थिर योगदान और इतने पर डाल सकते हैं तो हम यहाँ 3 शब्दों तक नीचे जा सकते हैं या हम एक से भी चिपके रह सकते हैं इसे टॉर्सियन्स एनर्जी कहते हैं Etors Σ Vi cosnθ - θ0 Etors Σ Vi cosθ - θ0 V'i cos2θ - θ0 V"i cos3θ - θ0 अब क्रॉस टर्म हो सकता है कल्पना कीजिए कि सिर्फ इसलिए कि आप एक particular bond को stretch रहे हैं दूसरे बंधन और अन्य कोण स्थिर रहते हैं यह सच नहीं है वहाँ हमेशा कुछ interaction हो रही है अगर किसी सिस्टम को मोड़ता हूं तो बॉन्ड की लंबाई बदल सकती है इसीलिए हमने इसे क्रॉस टर्म्स कहा है उदाहरण के लिए आप 2 परमाणुओं को भी stretch सकते हैं यह stretching शायद disturb हो सकता है उदाहरण के लिए अगर मैं stretch करता हूं तो यह bend disturb हो जाएगा Estr str Σ kij ri - ri0 rj - rj0 Estr bend Σ kij ri - ri0 θj θj0 Ebend bend Σ kij θi - θi0 θj - θj0 Ebend bend tors Σ Vij θi - θi0 θj - θj0 cosnθij - θij0 तो stretch and bend के बीच एक interaction हो सकती है यदि bend one angle हैं तो यकीन है कि दूसरा कोण परेशान हो सकता है इसलिए bend and bend के बीच एक interaction हो सकती है जब आप stretch करते हैं तो शायद torsion disturbहो जाता है जब मैं झुकता हूं तो torsion disturb हो जाता है इसलिए हमेशा interaction होती है और शब्द एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं इसलिए कुछ सॉफ़्टवेयर क्रॉस शब्दों पर विचार करते हैं अंतःक्रिया की शर्तें stretch bend and torsion हैं उदाहरण के लिए स्ट्रेच स्ट्रेच r i r i o r j- r j o stretch bend तो आप देखते हैं कि इसमें बेंड एक दूसरे को मोड़ते हुए आते हैं आप बेंड बेंड टॉर्सियन कर सकते हैं आप 3 शब्द भी देख सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर उस क्रॉस टर्म पर विचार करते हैं जो आप जिस जटिलता में रखना चाहते हैं उस पर निर्भर करते हुए यथार्थवादी कारक जिन्हें आप रखना चाहते हैं आपके पास अधिक शर्तें हो सकती हैं निश्चित रूप से अधिक शर्तें मुझे अधिक पैरामीटर ज्ञात करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए यह नया पैरामीटर kij है जो 2 अलग अलग हिस्सों i और j के बीच बातचीत के बारे में बताता है इसलिए हमें उस पैरामीटर मान को जानना होगा इसके अलावा कम्प्यूटेशनल समय भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास अपनी ऊर्जा गणना में अतिरिक्त शर्तें हैं तो बाहर की ओर झुकने वाला कल्पना कीजिए कि आपके पास 4 परमाणुओं के साथ एक अणु है 3 plane पर है और एक ऊपर है जिसे plane bending term से बाहर कहा जाता है angle to plane or distance to plane का इस्तेमाल out of plane bending के लिए किया जा सकता है इतना कोण या दूरी जिसे आउट ऑफ प्लेन झुकने के लिए improper torsions कहा जाता है united atom force fields में chirality की कमी की आवश्यकता होती है इसलिए हम उन पहलुओं को भी सामने ला सकते हैं उस से संबंधित plane bending energy से बाहर ताकि दूरी पर आधारित हो या कोण पर आधारित हो सकता है फिर हमारे पास non bonded interactions है और महत्वपूर्ण लोग van der Waals और इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है कल्पना कीजिए कि इस एटम क्यूई पर चार्ज है इस एटम क्यूजे क्यूई क्यूजे डिस्टेंस रिज पर चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द है और van der Waals शब्द इस तरह दिखता है जैसे कि Aij rij पावर 6 Bij rij को पावर 12 तक बढ़ाता है जिसे van der Waals term कहा जाता है Estr str Σ Σ Aij rij6 Bij rij12 Σ Σ qi qj rij तो यहाँ भाजक rij है जबकि यहाँ आपके पास 2 भाजक हैं rij 6 rij12 तक बढ़ाएँ तो यह वैन डेर वाल्स है यह नकारात्मक योगदान देता है यह ऊर्जा शब्द के प्रति सकारात्मक योगदान देता है A और B स्थिरांक हैं और इस के लिए भिन्नताएं हैं इस के लिए विविधताएं हैं हम उनमें से कुछ को देखेंगे इसलिए हमारे पास प्रतिकर्षण है हमारे यहां आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक बातचीत है ये non bonded हैं hydrogen bond dipole dipole और जैसे कई non bonded interactions हैं हम उनमें से कुछ पर बाद में गौर करेंगे इसलिए van der Waal कैसे दिखेंगे इसलिए यदि वे दूर हैं तो आकर्षण होने वाला है यदि वे बहुत आते हैं तो बहुत ही करीब से प्रतिकर्षण होने वाला है यही कारण है कि हमारे पास ये 2 शर्तें हैं 2 परमाणुओं से दूर आकर्षण होने वाला है और जब वे करीब होते हैं तो प्रतिकर्षण होने वाला है तो A को stickiness की डिग्री और B को degree of hardness कहा जाता है आप इस शब्द को बदलकर संशोधित कर सकते हैं हमारे पास qi qj D rij हो सकता है D dielectric constant है इसलिए D change r पर निर्भर करता है इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भाजक में इस अतिरिक्त शब्द को लाते हैं आम तौर पर अगर हम नजरअंदाज करते हैं कि यह qi qjrij होगा लेकिन हम यहां पर dielectric constant हुआ constant लाते हैं इसका मतलब है कि जब वे करीब आते हैं तो आपके पास अलग अलग ढांकता हुआ निरंतर हो सकता है जब वे बहुत दूर होते हैं तो आपके dielectric constant हुआ निरंतर हो सकता है Ees Σ qi qj ϵ D rij क्या होता है रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के असममित वितरण के कारण आंशिक शुल्क बनाए जाते हैं इसलिए अगर आपके पास इलेक्ट्रोनगेटिव परमाणु और इलेक्ट्रोपोसिटिव परमाणु हैं तो हमेशा कुछ आंशिक चार्ज बनने वाले हैं O का मतलब है कि आपके पास थोड़ा नकारात्मक हो सकता है वे सभी डेल्टा नकारात्मक और इतने पर हैं इसलिए इसे Mulliken charge कहा जाता है HCl की तरह Polar covalent bond बंधे हुए परमाणुओं के बीच shared electron दोलन करता है जबकि अणु के भीतर परमाणुओं के बीच chemical bonds जुड़े परमाणुओं के बीच वितरित एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं और संबंध इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित नहीं होते हैं जिनमें different electronegativity होती है जैसे कि मैंने कहा हे आपके पास हो सकता है कार्बन कार्बन अलग सकारात्मक हो सकता है छोटा चार्ज जो इन सभी electrostatic forces की ओर जाता है अब हम उदाहरण के लिए बेंजीन को देखें यदि आप बेंजीन को देखते हैं तो हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन कार्बन है तो the H being positive होने के नाते आपके पास एक delta positive charge है इसलिए कार्बन को small negative charge में लेना पड़ता है क्योंकि प्रति whole molecule होता है इसलिए इन कार्बन पर slightly negative charge होगा निस्संदेह कुछ cased carbons में सकारात्मक भी हो सकता है हम इसे देखेंगे इस benzoic acid को देखें हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH है जैसा कि आप जानते हैं कि H को एक positive charge मिला है इस O को आप देख सकते हैं कि उसे negative charge मिला है यह देखो कार्बन का यहां positive charge है जबकि benzene में आप देखते हैं कि कार्बन में negative charge है लेकिन तब इस कार्बन पर सकारात्मक चार्ज होता है लेकिन aromatic कार्बन में negative charge होता है आप देख सकते हैं और वे समान नहीं हैं वे सभी इस बेंजोइक एसिड के कारण बहुत अलग हैं वे यहां सममित हैं लेकिन यह COOH करीब है इसलिए इन कार्बन पर बहुत कम negative charge होता है जबकि इन carbons में higher negative charge होता है इसलिए यह इस विशेष COOH समूह के कारण अलग है इस NH2 को देखें इसलिए हमारे पास बेंजीन यहां NH2 के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए नाइट्रोजन 0156 और फिर से benzene ring पर इन सभी कार्बनों को और फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह NH2 समूह के कारण यहाँ के विपरीत नहीं है इन कार्बन पर अलग अलग चार्ज हैं इसलिए इन 2 कार्बन पर एक ही negative charge है इस कार्बन का negative charge कम होता है और इस carbon का higher negative charge होता है इस बीच और यदि आप benzoic acid and aniline देखते हैं जहां तक rate की बात है तो यहां कार्बन काफी अलग है आप बहुत अंतर देख सकते हैं यही कारण है कि प्रतिक्रियाशीलता में बदलाव होता है यही कारण है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मान वास्तव में और इतने पर बदलते हैं उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर हैं यह विशेष सॉफ्टवेयर यह चार्ज वितरण की गणना कर सकता है अगर मैं एक अणु में डालूं हम इसे किसी बिंदु पर देखेंगे लेकिन यह विशेष सॉफ्टवेयर ChemAxon कहलाता है यह आपको साझा वितरण शुल्क दे सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि कई ligand protein इंटरैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड पर आधारित होते हैं उनके पास समीकरण का एक अलग रूप होता है यदि आप van der Waal को देखते हैं तो हमारे पास r power 6 and r power 12 है यहां आप r power 12 and r power 10 देखते हैं Arij 12 ij EHbond Σ A rij12 Bij r 10 यह हाइड्रोजन बांड क्या है इसलिए यहाँ यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन bond acceptor बन जाता है यह हाइड्रोजन यहाँ hydrogen bond donor है इसलिए हम सभी 3 शामिल हो सकते हैं ये 2 शायद हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं हो सकता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकार करने वाले हों और आपके पास पानी के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एक बहुत ही नेटवर्क हो इसलिए उनके पास अलग अलग शब्द हैं जैसा कि आप van der Waal के संबंध में देख सकते हैं तो non bonded interactions वैन डेर वाल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बन सकती है वैन डिर वाल्स का प्रतिकारक हिस्सा इलेक्ट्रॉन वितरण के ओवरलैप होने के कारण इसे Pauli's exclusion principle कहा जाता है यह steric repulsion के कारण बहुत तेजी से बढ़ता है वैन डर वाल्स का आकर्षक हिस्सा London or dispersion forces के कारण है यह dipole induced dipole interaction है Enon bond EvdW Ees EHbond यह r शक्ति 6 के समानुपाती है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यह r शक्ति 6 के समानुपाती है इसे London or dispersion forces कहा जाता है Non bonded interactions के लिए रूपों के विभिन्न प्रकारों को लेनार्ड जोन्स संभावित कहा जाता है हमारे पास 4 एप्सिलॉन rij raise to the power 12 - sigma rij raised to the power 6 so r - 12 rises 2 rapidly यह गणना करना आसान है हमारे पास Buckingham potential A exponent - B rij - C rij - 6नामक एक और है लेकिन यह गणना करने के लिए हमें गणना करना थोड़ा कठिन है EvdW Σ 4 εij σij rij12 σij rij6 EvdW Σ A exp C rij 6 σAB σAA σBB2 εAB εAA εBB12 हम प्रत्येक परमाणु के लिए मिश्रित शब्दों और अंकगणित को अंकगणित के रूप में जैसे कि अंकगणित और ज्यामितीय साधन इस प्रकार हैं sigma sigma sigma AA BB2 इसलिए sigma AB ज्यामितीय साधन हो सकता है या यह एपिगिलॉन के लिए सिग्मा और ज्यामितीय साधनों के लिए अंकगणितीय साधन भी हो सकता है इसलिए विभिन्न दृष्टिकोण जिनके द्वारा हम AB ij के लिए इन शर्तों की गणना कर सकते हैं इसलिए जब आपके पास एक दवा है और यह एक रिसेप्टर के लिए बाध्य हो रहा है जो कि आपका प्रोटीन है और इसमें बहुत सारे बंधे हुए इंटरैक्शन गैर बॉन्ड इंटरैक्शन हैं उदाहरण के लिए आपका सहसंयोजक बंधन बंधित है एक मजबूत बंधन है आप ऊर्जा को 40 to 110 kilocalsmol पर देख सकते हैं जबकि ionic or electrostatic interactions ये सभी non bonded हैं यह केवल 5 to 10 kilocalsmol आयन द्विध्रुव या द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय 1 to 7 है हाइड्रोजन बंध 3 से 5 किलोंकल मोल इसलिए आप शर्तों से देखते हैं वे सभी काफी छोटे हैं जब bond की तुलना में इन सभी non bonded बातचीत या ऊर्जा बहुत छोटी है जब इसकी तुलना में बहुत कम है लेकिन लिगैंड प्रोटीन बंधन में केवल ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वहाँ कोई bond नहीं बनता है केवल non bonded interactions electrostatic van der Waals pi pi and charge salt bridge वास्तव में हैं यदि आप दूरी के प्रभाव को देखते हैं जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते हैं कि हमारे पास क्यूई क्यूजे रिज है इसलिए यह 1 आर के लिए आनुपातिक है जबकि यदि आप चार्ज द्विध्रुवीय प्रकार की बातचीत को देखते हैं तो यह 1 r2 से संबंधित है dipole dipole it is related to 1r3 dipole quadrupole 1r power 4 charge induced dipole 1r power 4 dipole induced dipole 1r power 6 इसलिए हम इसे दीर्घावधि संपर्क के रूप में कहते हैं क्योंकि इन सभी अन्य शब्दों की तुलना में तेजी से कमी आएगी दूरी बढ़ जाती है Charge charge 1r charge dipole 1r2 dipole dipole 1r3 dipole quadrupole 1r 4 charge induced dipole 1r 4 dipole induced dipole 1r 6 जबकि यह केवल linearly घटता है जबकि इन सभी में ग़ैर रेखीय रूप यह रूप से घटते हैं से कमी आती है चतुष्कोणीय रूप से raise to the power 4 raise to the power 6 घट जाती है इसलिए वे बहुत तेज़ी से घटते हैं जबकि यह केवल रैखिक रूप से घटता है इसलिए हम दीर्घकालिक बातचीत कहते हैं इसलिए लंबी अवधि में जब लिगैंड और प्रोटीन शुरू में होते हैं तो हमारे पास केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते जाते हैं और अन्य सभी ताकते लगने लगती हैं और वे यह तय करने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लिगैंड किस तरह से सक्रिय स्थल में बंधता है यह किस प्रकार का विरूपण लेता है और वास्तव में ठीक है इसलिए हम और अधिक जारी रखेंगे ऐसे कई पैरामीटर हैं जिन्हें हमने सही देखा है कई अलग अलग मापदंडों इतने सारे अलग अलग मापदंडों स्थिरांक k मान को गुणन में r0 थीटा 0 इतने सारे पैरामीटर इसलिए इन सभी बल क्षेत्र या आणविक यांत्रिकी सॉफ्टवेयर के लिए मापदंडों का एक डेटाबेस होना चाहिए तो उन्हें ऐसा कहां से मिलता है वे literature experimental data से प्राप्त करते हैं कभी कभी वे बहुत सटीक गणना करते हैं जिसे अब इनिटियो गणना कहा जाता है इतना डेटा छोटे अणु से है इसलिए हम छोटे अणुओं से डेटा एकत्र करते हैं लेकिन जब एक बड़े अणु का निरीक्षण करते हैं तो मान लेते हैं कि उन मापदंडों में बदलाव नहीं होता है इसलिए अगर हमारे पास एक छोटा अणु है जिसे एक CO bond मिला है तो हम उसके लिए पैरामीटर प्राप्त करते हैं लेकिन जब हम एक बड़े अणु में जाते हैं और इसमें एक CO bond होता है तो हम मानते हैं कि पैरामीटर नहीं बदलते हैं हम बनाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा तो प्रोटीन के टुकड़े के पैरामीटर अलग अलग संदर्भों में भी उस टुकड़े के लिए उपयुक्त हैं अलग अलग संदर्भों में भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें रखने की आवश्यकता है इसलिए चाहे वह एक छोटे अणु में हो या एक बड़े अणु में हम उन्हीं मापदंडों को मानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण parameter approximation है इतना डेटा छोटे अणु से है हम इन सभी मापदंडों को एक बड़े पेप्टाइड से प्राप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन 200 250 300 आणविक भार जैसे छोटे अणु का उपयोग हम क्रिस्टल संरचना से प्राप्त करते हैं क्योंकि क्रिस्टल संरचनाएं जब आप कार्बनिक अणु को रोशन करते हैं तो हम लंबाई कोण non bonded coefficients प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम कुछ आणविक यांत्रिकी गणना चला सकें और फिर फिट हो सकें प्रयोगात्मक डेटा के लिए निष्कर्ष और मापदंडों मिलता है हम vibrational spectroscopy से प्राप्त कर सकते हैं Raman या IR हम भी ab initio quantum mechanics गणना कर सकते हैं वर्णमापक अध्ययन हम heat of the formation का पता लगा सकते हैं हम colorimeter का उपयोग करके डेल्टा जी प्राप्त कर सकते हैं हम थर्मोडायनामिक माप से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इन सभी प्रायोगिक आंकड़ों का उपयोग कई मापदंडों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और एक महत्वपूर्ण धारणा है छोटे अणु से प्राप्त छोटे अणु मापदंडों को अतिरिक्त रूप से अलग किया जा सकता है भले ही यह एक बड़े अणु में भी एक टुकड़ा हो कभी कभी उन्हें ab initio quantum यांत्रिकी गणना से भी प्राप्त किया जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि abitio एक बहुत ही सटीक अध्ययन है और यह बहुत ही उच्च और क्वांटम यांत्रिकी abitio गणना का उपयोग करके ऐसे सटीक प्रयोगात्मक अध्ययन करता है इसलिए यह है कि मापदंडों को वास्तव में कैसे प्राप्त किया जाता है कई empirical force field हैं बहुत सारे फोर्स फील्ड सॉफ्टवेयर हैं हम उनमें से कुछ और उनके रूप को देखेंगे लेकिन उन सभी में मूल रूप से बांड bond stretching bond angle torsion non bonded interaction and sometimes cross terms और कुछ सॉफ़्टवेयर में बहुत सारे पैरामीटर होंगे कुछ सॉफ़्टवेयर कम पैरामीटर होंगे कुछ सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कार्बनिक अणुओं के लिए उपयोग किए जाते हैं कुछ का उपयोग वास्तव में अकार्बनिक और इतने पर किया जा सकता है और कुछ में धातु भी हो सकती है इसलिए धातुओं के लिए पैरामीटर उदाहरण के लिए जस्ता तांबा इसलिए हम इन सभी को और अधिक विस्तार से देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर के बीच पैरामीटर अलग अलग हैं सॉफ्टवेयर और इतने पर समीकरण कैसे दिखते हैं आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद